अभिवादन और टीएएलई के मॉड्यूल 3 यूनिट 5 में आपका स्वागत है जो कि टीचिंग एंड लर्निंग है इंजीनियरिंग में यह इकाई दिमाग के सीखने के तरीके को समझने के हमारे प्रयास की निरंतरता है पिछली इकाइयों में हमने जो समझा वह मस्तिष्क की शारीरिक रचना के हमारे सीमित ज्ञान पर आधारित है या जिस हद तक हम समझते हैं चीजें कैसे काम करती हैं विशिष्ट निर्देशात्मक तरीके हैं जो मस्तिष्क को सेंसर से अल्पकालिक स्मृति में सूचना हस्तांतरण से निपटने में सुविधा प्रदान कर सकते हैं हमने मस्तिष्क का एक मॉडल ग्रहण किया कि स्मृति कैसे बनती है और डेविड सूसा द्वारा दिए गए मॉडल द्वारा स्मृति से जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है हमने देखा कि कैसे संवेदी जानकारी तत्काल स्मृति और फिर कार्यशील स्मृति तक जाती है यहाँ तक कि इस प्रक्रिया को कुछ निर्देशात्मक विधियों का उपयोग करके सुगम बनाया जा सकता है जिन्हें हमने पिछली इकाई में देखा था वर्तमान इकाई में हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं कार्यशील स्मृति में जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं मस्तिष्क को कार्यशील स्मृति के अंदर क्या है उससे निपटने में कैसे सुविधा प्रदान करूं इसे दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करें और इसे वहां रखें यहां तक कि इसे दीर्घकालिक स्मृति में बनाए रखने के लिए इसके लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिसे हम देखेंगे बेशक कई अन्य प्रक्रियाएं हैं उदाहरण के लिए मैं कुछ कैसे प्राप्त करूं ऐसे और भी कई पहलू हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देंगे हम केवल दीर्घकालिक स्मृति और अवधारण के गठन से निपटेंगे स्मृति हमें एक अतीत देती है स्मृति में जो संग्रहीत है वह हमारे सभी पिछले अनुभवों का योग है स्मृति हमें एक अतीत और हम कौन हैं का रिकॉर्ड देती है और मानव व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है हम कौन हैं यह मुख्य रूप से इस बात से तय होता है कि हमारी स्मृति में क्या संग्रहीत है अगर किसी कारण से स्मृति का कुछ हिस्सा हटा दिया जाता है तो हम एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं इसलिए स्मृति प्रभावी ढंग से कह रही है हम क्या हैं हम एक धारणा भी बना सकते हैं सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मस्तिष्क की जानकारी संग्रहीत करने की क्षमता असीमित है कोई भी अभी तक एक आंकड़ा या कुछ भी नहीं लेकर आया है कि मस्तिष्क इस क्षमता से अधिक जानकारी को संभाल नहीं सकता है इसलिए नई चीजें सीखने में कोई बाधा नहीं है जब भी आप कुछ सीखते हैं तो दिमाग शारीरिक और रासायनिक दोनों तरह के बदलावों से गुजरता है इसका मतलब है कि हमारा दिमाग वही नहीं है या जो कल था क्योंकि इस पिछले कुछ घंटों में हम कुछ अनुभवों से गुज़रे होंगे और उन अनुभवों को सहेजा या फिर से व्याख्यायित किया गया होगा या कुछ पुरानी यादें बाहर फेंक दी गई होंगी मस्तिष्क आज जो कल था उससे अलग है जब भी कोई उत्तेजना होती है तो यह न्यूरॉन्स के एक समूह को एक साथ आग लगाने का कारण बनता है यह एक न्यूरॉन नहीं है जिसे निकाल दिया जाता है जलावन थोड़े समय के लिए ही हो सकती है इसका मतलब है कि जिन न्यूरॉन्स को निकाल दिया गया था वे एक समूह के रूप में थोड़े समय के लिए एक साथ रहते हैं जिसे स्टैंडबाय टाइम कहा जाता है स्टैंडबाय टाइम के दौरान यदि प्रतिरूप दोहराया जाता है तो पूर्वाभ्यास और अभ्यास नामक प्रक्रियाओं के माध्यम से संबद्ध समूह में एक साथ आग करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है यानी जब भी कुछ उत्तेजना आती है तो न्यूरॉन्स के कुछ समूह एक साथ आग लगाते हैं स्टैंडबाय अवधि के बाद मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ है यदि आप उत्तेजना के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक स्मृति में कुछ स्थानांतरित करना चाहते हैं तो आपको विशिष्ट प्रक्रियाओं से गुजरना होगा अभ्यास और पूर्वाभ्यास इसे अन्तर्ग्रथनी जागरूकता और संवेदनशीलता की प्रक्रिया भी कहा जाता है जिसे दीर्घकालिक क्षमता कहा जाता है इसका मतलब है कि ये तंत्रिका प्रतिरूप एक साथ जलावन करते हैं यदि एक आग लगती है तो वे सभी आग लगती हैं एक नया स्मृति निशान बनाने की ओर जाता है जिसे एनग्राम कहा जाता है ये व्यक्तिगत रूप से संजाल को जोड़ते हैं और बनाते हैं ताकि जब भी कोई उत्प्रेरक हो तो पूरा संजाल एक साथ मजबूत हो जाए जिससे स्मृति को मजबूत किया जा सके यह अधिक पुनर्प्राप्ति योग्य है आइए मान लें कि एक उत्तेजना के दौरान एक एनग्राम बनता है और विशिष्ट प्रक्रियाओं पूर्वाभ्यास और अभ्यास के माध्यम से हम उन्हें मजबूत करते हैं यह कहानी का केवल एक हिस्सा है यदि यह संजाल जिसे हमने बनाया है अब अन्य संजाल से जुड़ा हुआ है जो पहले से ही हमारे पिछले अनुभव में बना हुआ है इसका मतलब है कि हम मौजूदा संजाल के लिए नई स्मृति को जोड़ रहे हैं ये संजाल हमारे पिछले अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला से आ सकते हैं यदि कई संजाल जुड़े हुए हैं तो यह उस विशेष स्मृति की पुनर्प्राप्ति को आसान बनाता है अच्छे सीखने की प्रक्रिया किसी भी नई सीख को अपने अतीत की कई चीजों से जोड़ना है जो कुछ भी उससे जुड़ी सभी चीजों से शुरू होता है वह भी उत्प्रेरक हो जाएगा और फिर तुरंत वह जानकारी आपकी कार्यशील स्मृति में आ जाती है जब आपको इसकी आवश्यकता होती है यदि आप इसे कहानी का नैतिक कहना चाहते हैं तो यह है कि जब भी आप सीखें जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे अपनी स्मृति में जितना संभव हो उतना महत्वपूर्ण चीजों से जोड़ने का प्रयास करें आप जितने अधिक संघ बनाते हैं उतने ही अधिक संजाल एक प्रोत्साहन से उत्प्रेरक होते हैं यही वह जगह है जहाँ आप एक पहलू को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ सकते हैं जिसे आप शुरू में पूरी तरह से असंबंधित मान सकते हैं स्मृति का एक अन्य पहलू यादें बरकरार नहीं हैं वे टुकड़ों में और पूरे मस्तिष्क में वितरित साइटों में संग्रहीत होते हैं मानो स्मृति को टुकड़ों में काट दिया जाता है और प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग स्थानों पर संग्रहीत किया जाता है और वे सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं एनग्राम के वे संजाल स्टोर करते समय वे किसी तरह जुड़ जाते हैं एक एनग्राम को सक्रिय करने से घटना या वस्तु से संबंधित हमारे विचारों और अनुभवों का स्मरण होता है यदि आप एक तत्व को उत्प्रेरक करते हैं तो अन्य सभी तत्व एक साथ आ जाएंगे और यह वह जगह है जहां आप पिछले अनुभव को पूरी तरह से महसूस करते हैं मस्तिष्क एक से अधिक संजाल में विस्तारित अनुभव को संग्रहीत करता है यह प्रतिबंधित नहीं है यदि आपने एक अलग साधारण अंतर समीकरण को हल करना सीख लिया है जबकि हम उस अनुभव को याद करते हैं तो यह साधारण अंतर समीकरण आपके अतीत की कई चीजों से संबंधित हो सकता है उदाहरण के लिए जो कुछ भी समय के साथ बदलता है उसे केवल एक विभेदक समीकरण की तरह प्रतिरूपित किया जा सकता है वे सभी परिघटनाएँ जहाँ समय के साथ चर बदलते हैं उसी के साथ प्रतिरूपित की जा सकती हैं यहां तक कि दुनिया के बारे में हमारा नजरिया भी समय के साथ लगातार बदलता रहता है एक उत्प्रेरक सभी संबद्ध नेटवर्कों को अभिमंत्रित करता रहता है और इसीलिए हम इसे विस्तारित अनुभव कह सकते हैं जितने अधिक संबंध बनते हैं उतनी ही अधिक समझ और अर्थ शिक्षार्थी नई शिक्षा से जुड़ सकता है यह प्रक्रिया अब नए सीखने को पुनः प्राप्त करने के कई अवसर प्रदान करती है क्योंकि यदि आप इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह किसी काम का नहीं है भले ही यह संग्रहीत है हम नहीं जानते कि यह संग्रहीत है या नहीं यहां तक कि अगर यह संग्रहीत है अगर मैं इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता तो यह किसी काम का नहीं है लंबी अवधि की स्मृति को मोटे तौर पर कथात्मक स्मृति और गैर घोषणात्मक स्मृति में वर्गीकृत किया जा सकता है अधिकांश तंत्रिका वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि इसे इन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है कुछ और वर्षों के बाद तंत्रिका वैज्ञानिक इस वर्गीकरण को बदल सकते हैं या अधिक कक्षाएं जोड़ सकते हैं या उनका विलय कर सकते हैं हम नहीं जानते हैं घोषणात्मक स्मृति नामों तथ्यों संगीत और वस्तुओं को याद रखने का वर्णन करती है और हिप्पोकैम्पस और सेरेब्रम द्वारा संसाधित होती है हमने उल्लेख किया कि हिप्पोकैम्पस वह है जो कार्यशील स्मृति से संसाधित होता है दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित होता है घोषणात्मक स्मृति से याद करना लगभग आसान है गैर घोषणात्मक स्मृति के विपरीत घोषणात्मक स्मृति में जो कुछ भी संग्रहीत किया जाता है उसे याद करना आसान होता है घोषणात्मक स्मृति को आगे एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में विभाजित किया जा सकता है एपिसोडिक मेमोरी हमारे अपने इतिहास में घटनाओं की सचेत स्मृति को संदर्भित करती है यह हमें उस समय और स्थान की पहचान करने में मदद करता है जब कोई घटना हुई थी और हमें पहचान की भावना देता है मुझे अनुभव या तो सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में याद है पूरी बात एक उपाख्यान है मैंने जाकर एक फिल्म देखी कि मुझे सभी विवरण याद हैं या नहीं लेकिन मुझे उस घटना के कुछ पहलू याद हैं जो मैंने अनुभव किए थे सिमेंटिक मेमोरी तथ्यों और डेटा का ज्ञान है जो किसी भी घटना से संबंधित नहीं हो सकता है हम जानते हैं कि ताजमहल आगरा में है यह एक अर्थपूर्ण स्मृति है समय कैसे बताएं दो संख्याओं को कैसे गुणा करें और आप चीजों के पूरे समूह को सिमेंटिक मेमोरी कह सकते हैं दोनों के बीच अंतर सेना का एक वयोवृद्ध याद कर रहा था कि कारगिल युद्ध था सिमेंटिक मेमोरी का उपयोग कर रहा है एक पूर्व सैनिक के रूप में उन्हें याद है कि कारगिल युद्ध हुआ था लेकिन अगर उसने उसमें भाग लिया तो उस युद्ध के अनुभवों को याद करना एपिसोडिक मेमोरी है वह जानता है कि क्या वे सम्मोहक अनुभव थे वह उस अनुभव के हर मिनट को संभवतः याद रखेगा और यह एक एपिसोडिक मेमोरी का गठन करता है गैर घोषणात्मक स्मृति कि श्रेणियां प्रक्रियात्मक स्मृति अवधारणात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली शास्त्रीय अनुकूलन और गैर सहयोगी शिक्षा हैं प्रक्रियात्मक स्मृति कुछ करने के तरीके से संबंधित है जिसमें मोटर और संज्ञानात्मक कौशल दोनों शामिल हैं दांतों को ब्रश करने जैसी साधारण चीज लें दांतों को ब्रश करना एक मोटर कौशल या ऐसा कुछ है जिसका आपने अभ्यास किया है और इसका एक संज्ञानात्मक आयाम भी है कि आप कितने समय तक ब्रश करना चाहते हैं और आप किस टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं किस समय आप करना चाहते हैं जो सभी संज्ञानात्मक निर्णय हैं आम तौर पर प्रक्रियात्मक स्मृति में मोटर और संज्ञानात्मक कौशल दोनों होंगे उदाहरण दांत ब्रश करना साइकिल चलाना कार चलाना या सामान्य अंतर समीकरण को हल करना वगैरह हैं और आप जितने चाहें उतने सूचीबद्ध कर सकते हैं जैसे जैसे कौशल का अभ्यास जारी रहता है ये यादें और अधिक कुशल होती जाती हैं उदाहरण के लिए यदि आपका पेशा हर दिन साधारण रैखिक अंतर समीकरणों को हल करने के लिए कहता है तो जाहिर है आपको यह पता लगाने के लिए खुद को परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है कि वास्तव में किस प्रक्रिया का उपयोग करना है प्रक्रियात्मक स्मृति की संबंधित गतिविधियाँ एक बार बार बार अभ्यास के कारण कुशल हो जाती हैं संबंधित गतिविधियों को थोड़ा सचेत विचार के साथ किया जा सकता है आपको सचेत रूप से यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ अगला चरण क्या है इसका मतलब है कि मस्तिष्क की प्रक्रिया परावर्तक मोड से कर्मकर्त्ता मोड में खिसक जाती है इसका मतलब है अगर मैंने कुछ समय पहले एक अंतर समीकरण को हल करने जैसा कुछ किया है तो मुझे सभी विवरण याद नहीं होंगे अब मुझे इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या किया जाना है चरणों का क्रम क्या है और उसके बाद ही मैं किसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ जबकि अगर मैं हर दिन कुछ कर रहा हूं तो मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है यह कर्मकर्त्ता हो जाता है और यह तब होता है जब आप घटना को उत्प्रेरक करते हैं कई संज्ञानात्मक कौशल जो स्वचालित रूप से किए जाते हैं वे प्रक्रियात्मक स्मृति पर निर्भर करते हैं ये संज्ञानात्मक कौशल क्या हैं एक किताब पढ़ना रागों की पहचान करना किसी समस्या को हल करने की प्रक्रिया का पता लगाना आमतौर पर स्वचालित रूप से किया जाता है और वे प्रक्रियात्मक स्मृति पर निर्भर करते हैं अवधारणात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली PRS पीआरएस के बारे में एक और दिलचस्प बात है यह शब्दों की संरचना और रूप को संदर्भित करता है और स्मृति में वस्तुओं को स्पष्ट रूप से याद किए बिना पूर्व अनुभव द्वारा प्रेरित किया जा सकता है यह कैसे काम करता है उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पाँच अक्षरों का शब्द देता है जिसमें दो अक्षर गायब हैं अपने पिछले अनुभव के आधार पर आप उस अंतर को भरने में सक्षम होंगे आपको उस शब्द के सभी पांच अक्षरों की आवश्यकता नहीं है भिन्नविषम वस्तु के साथ कुछ रेखाचित्र खींचे जाते हैं उदाहरण के लिए सिर पर दो सींगों वाली एक मानव आकृति तो तुरंत आप यह कहने में सक्षम होंगे कि वस्तु वास्तविक दुनिया में आपके संबंधित पूर्व अनुभव के आधार पर मौजूद नहीं हो सकती है जब तक कि आपने वास्तव में दो सींग वाले इंसान को नहीं देखा है नहीं लगता है कि हममें से किसी ने देखा होगा या कम से कम ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है कि सींग वाले लोग हैं इसे ही हम अवधारणात्मक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं तब आपके पास प्रसिद्ध प्रसिद्ध शास्त्रीय अनुकूलन है पावलोवियन कंडीशनिंग तब होता है जब किसी जीव को एक सशर्त उत्तेजना संकेत देती है और उस जीव से बिना शर्त प्रतिक्रिया होती है सीखने के इस रूप को साहचर्य अधिगम कहा जाता है मान लें कि आप किसी चीज़ पर गहनता से काम कर रहे हैं और आप अचानक उसी इमारत में अलार्म सुनते हैं यदि यह सहयोगी शिक्षण होता है तो आप उस अलार्म को एक चेतावनी आग से जोड़ सकते हैं फिर अगर हमने आग का अलार्म आने पर हमें जिस प्रक्रिया का पालन करना है उसे सीख लिया है तो हम तुरंत चरणों का पालन करेंगे इस तरह की स्थिति से उत्तेजना होती है कि अलार्म और चीजों का क्रम जो एक व्यक्ति करेगा वह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है शास्त्रीय अनुकूलन कहलाता है गैर सहयोगी शिक्षाएं दो हैं आदत और संवेदीकरण आदत हमें यह सीखने में मदद करती है कि हम उन चीजों का जवाब न दें जिन पर सचेत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और पर्यावरण के लिए खुद को अभ्यस्त करने के लिए पर्यावरण के अभ्यस्त होने से आप क्या समझते हैं मैं आने वाले हर संवेदी इनपुट का जवाब नहीं देता आम तौर पर जब आप पूरी तरह से एक नई जगह पर जाते हैं जहां आप कभी नहीं गए हैं तो आपका ध्यान इतना विस्तार से लिया जाता है कि आप वहां पहुंच सकें लेकिन अगर आप वहां काम कर रहे हैं या अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि वे सभी इनपुट आए और हमें परेशान करें आदत के माध्यम से हम अनावश्यक उत्तेजनाओं को अनदेखा करना सीखते हैं जो हमारे लिए उस कार्य के लिए उपयोग नहीं होते हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से अलग होता है आदत पड़ने के बाद हम प्रतिक्रिया देते हैं पर्यावरण के लिए समायोजन मस्तिष्क को महत्वहीन उत्तेजनाओं को बाहर निकालने की अनुमति देता है इसलिए यह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है यह कि हम हर समय अपने कार्यालय में बैठते हैं या जब हम कक्षा में होते हैं हमें महत्वहीन उत्तेजनाओं को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है और यह भी आवश्यक है संवेदीकरण यह विशेष रूप से हानिकारक या खतरनाक उत्तेजना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बढ़ाता है हम जानते हैं कि जब ऐसी और ऐसी कोई आवाज आती है तो यह किसी चीज के टूटने का प्रतिनिधित्व करती है या यह एक आग का अलार्म है या कोई बड़ा विद्युत खराब आदि है यह एक खतरनाक उत्तेजना बन जाता है हम ऐसी यादें बनाते हैं जो यह पहचानती हैं कि यह एक खतरनाक उत्तेजना है और सहयोगी सीखने के माध्यम से हम जानते हैं कि वास्तव में क्या करना है उदाहरण के लिए यदि आप आग को लें तो कई भारतीय संदर्भों में जबकि हमारे पास अग्निशामक आदि हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग उनका उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं जबकि हम जानते हैं कि यह एक आग अलार्म है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है अगर आपके पास संबंधित सहयोगी शिक्षा नहीं है तो हम वास्तव में उस खतरनाक उत्तेजना का जवाब नहीं दे सकते हैं भावनात्मक स्मृति एक बहुत ही प्रभावशाली भूमिका निभाती है भावनात्मक यादें निहित और स्पष्ट दोनों हो सकती हैं हमने पिछली इकाई में उल्लेख किया था अमिगडाला भावनात्मक सीखने और स्मृति को संसाधित करने में भारी रूप से शामिल है यह एक केंद्रीय भूमिका निभाता है कभी कभी एक अनुभव केवल भावनात्मक सार या घटना के सारांश के रूप में संग्रहीत किया जाता है यानी हमें विवरण याद नहीं है लेकिन हमें याद है कि हमें यह पसंद आया या नहीं या उस समय हमें अच्छा या बुरा या उदास या गुस्सा कुछ महसूस हुआ आदि हमें वही हिस्सा याद रहता है मुझे यकीन है कि आप सभी ऐसे अनुभवों को याद कर सकते हैं जबकि हम नहीं जानते हैं और विवरण याद नहीं कर सकते हैं लेकिन हम याद रख सकते हैं कि हमें वह पसंद है या नहीं भावनाएँ नए सीखने के अधिग्रहण को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं शिक्षक को कम से कम यह सुनिश्चित करना होगा कि जब वह कक्षा में चले तो अधिकांश छात्रों में कक्षा के बारे में नकारात्मक भावना न हो भावनाएँ अधिगम को प्रभावित करने के दो तरीके हैं एक भावनात्मक वातावरण जिसमें अधिगम होता है और दूसरा वह मात्रा है जिस तक भावनाएँ अधिगम सामग्री से जुड़ी होती हैं उदाहरण के लिए मुझे यकीन है कि आप सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में अनुभव किया होगा आपको कुछ विषय पसंद हैं और आपको कुछ विषय पसंद नहीं हैं विषय को पसंद या नापसंद करने से आप क्या समझते हैं संज्ञानात्मक स्तर पर पसंद या नापसंद करने वाली कोई विशेषता नहीं है लेकिन हम अभी भी सामग्री के बारे में एक भावना विकसित करते हैं भावनात्मक माहौल सीधे कक्षा के माहौल और संस्थागत माहौल से संबंधित है उदाहरण के लिए छात्र स्वयं से प्रश्न पूछेंगे जिसके लिए उन्हें उत्तर देना होगा क्या शिक्षक मुझे सहायता माँगने पर गूंगा महसूस कराते हैं लोग पूछते हैं कि अगर उत्तर नकारात्मक है यानी शिक्षक मुझे गूंगा महसूस कराता है तो मैं शिक्षक के पास भी नहीं जाऊंगा क्या शिक्षक को मेरे सफल होने की परवाह है का नकारात्मक उत्तर छात्र सीखने पर एक बहुत ही नकारात्मक भावना के रूप में भी कार्य करता है उसे परवाह नहीं कि मैं कुछ भी करूं क्यों करूं मुझे अपनी परवाह क्यों करनी चाहिए एक प्रकार की निहित वस्तु है जो घटित होती है क्या संस्थान मेरी आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है संस्था से आप क्या समझते हैं यह प्रशासन हो सकता है और प्रिंसिपल क्या वे मेरी जरूरतों के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं इसे हम भावनात्मक माहौल कहते हैं और यह बहुत केंद्रीय है इसका उल्लेख हमने दूसरी इकाई निर्देशात्मक स्थितियों के संदर्भ में किया है स्थिति का एक पहलू भावनात्मक माहौल है इन सवालों के अचेतन जवाब छात्रों को उनके शिक्षकों और भविष्य के सीखने के अनुभवों की ओर या उनसे दूर कर सकते हैं शिक्षक या संस्था को क्या करना चाहिए आपको नियमित रूप से किसी तरह संवाद करने की आवश्यकता है कि वे छात्रों की परवाह करते हैं और हम उनके सीखने के लिए जिम्मेदार हैं मैं एक छात्र को दोष नहीं देता अगर वह समझ में नहीं आता है और सिस्टम उसे एक गूंगे के रूप में दोष देता है यदि वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्वासन देना जारी नहीं रखते हैं तो छात्र अपने शिक्षकों से दूर हो सकते हैं और जाहिर है यह भविष्य की शिक्षा को प्रभावित करेगा एक रासायनिक घटना है सिर्फ पूरा करने के लिए यह शामिल है कि हमें तंत्र को समझने की ज़रूरत नहीं है जब हम सकारात्मक महसूस करते हैं तो एंडोर्फिन जारी होते हैं यह एक हार्मोन है जो सीखने के अनुभव को सुखद बनाते हैं अगर दिमाग में एंडोर्फिन निकलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम नकारात्मक महसूस करते हैं तो कोर्टिसोल जारी होता है जिसके परिणामस्वरूप सीखने के कार्य पर कम ध्यान दिया जाता है छात्र और सामग्री छात्रों को पाठ्यक्रम की सामग्री को याद रखने की अधिक संभावना है जिसमें उन्होंने भावनात्मक निवेश किया है उस विशेष विषय के बारे में मुझे कुछ पसंद है हमें कारणों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैं मुझे पसंद है या मैं अधिक समय बिताना चाहता हूं कहने के संदर्भ में भावनात्मक निवेश करता हूं क्योंकि यह आगे बढ़ता है सुखद अनुभव में इसका क्या मतलब है शिक्षक को छात्रों को सीखने की सामग्री के साथ भावनात्मक रूप से शामिल करना चाहिए और यह सब संज्ञानात्मक नहीं है हम यह कैसे करते हैं सिमुलेशन पत्रिका लेखन उपाख्यानों वास्तविक दुनिया के अनुभवों का उपयोग करके ये कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग शिक्षक भावनात्मक रूप से सामग्री से जुड़ने के लिए छात्रों की सुविधा के लिए कर सकते हैं पहली बात यह है कि शिक्षक को स्वयं भावनात्मक रूप से सामग्री से जुड़ने की जरूरत है और यह छात्रों से बात करने के तरीके से परिलक्षित होता है जब शिक्षक भावनात्मक रूप से सामग्री से जुड़ा होता है तो संभावना है कि कम से कम अधिकांश छात्र भी सामग्री से भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे इसका मतलब है कि यदि उस सामग्री के संबंध में सकारात्मक भावना है तो संभव है कि छात्र उस जानकारी को कार्यशील स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित कर देंगे और उसे वहीं बनाए रखेंगे अब हम सीखने और प्रतिधारण के मुद्दों को देखते हैं ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं हम थोड़े समय के लिए कुछ न कुछ सीख सकते हैं हम विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा थोड़े समय के लिए कुछ सीख सकते हैं अवधि कुछ मिनट दिन या सेमेस्टर के अंत तक भी हो सकती है और फिर इसे व्यावहारिक रूप से खो देते हैं मुझे यकीन है कि हमें सभी जो कुछ सिखाया जाता है उसके अनुभव हमें 5 या 6 साल पहले कहते हैं और यदि आप नियमित रूप से उस जानकारी का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो शायद आपको इसका कुछ अंश याद होगा लेकिन आपको विवरण याद नहीं रहेगा हमें अपनी याददाश्त को लगातार मजबूत करना होगा सीखने में हमेशा दीर्घकालिक प्रतिधारण शामिल नहीं होता है यदि आपने उस सेमेस्टर के दौरान कुछ सीखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे लंबे समय तक बनाए रख रहे हैं प्रतिधारण क्या संदर्भित करता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति इस तरह से सीखने को संरक्षित करती है कि यह सुविधा में सटीक रूप से पता लगा सकती है पहचान सकती है और पुनः प्राप्त कर सकती है अवधारण कई कारकों से प्रभावित एक सटीक प्रक्रिया है जिसमें छात्र फोकस की डिग्री लंबाई और प्रकार के पूर्वाभ्यास शामिल हैं जो महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान की जा सकती है छात्र सीखने की रूपरेखा और पूर्व सीखने का प्रभाव वास्तव में क्या प्रक्रिया चल रही है हमारे पास उस विस्तार की मात्रा नहीं है लेकिन हम कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है अवधारण के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थी न केवल सचेत रूप से ध्यान दें बल्कि वैचारिक ढांचे का निर्माण भी करें जो दीर्घकालिक भंडारण संजाल में अंतिम समेकन के लिए समझ और अर्थ रखते हैं दीर्घकालिक स्मृति में बनाए रखने की प्रक्रिया दोनों स्थानांतरण और प्रतिधारण हम मोटे तौर पर एक पूर्वाभ्यास कहते हैं नए सीखने के लिए समझ और अर्थ का असाइनमेंट तब हो सकता है जब शिक्षार्थी के पास इसे संसाधित करने और पुन संसाधित करने के लिए पर्याप्त समय हो अर्थात् यदि आप छात्रों को उस जानकारी का अभ्यास करने या संसाधित करने के लिए समय नहीं देते हैं और आप एक नए विषय पर आगे बढ़ते हैं तो पूर्वाभ्यास पर्याप्त नहीं होगा और इसे स्मृति में बनाए रखने की संभावना नहीं है भारतीय संदर्भ में ऐसा ही होता है क्योंकि शिक्षकपाठ्यक्रम अत्यधिक उत्साह से सामग्री को अधिभारित करते हैं अधिक पाठ्यक्रम हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिससे कक्षा में स्थानांतरित की गई किसी भी जानकारी को संसाधित करने और पुन संसाधित करने का समय नहीं मिलता है सूचना के इस निरंतर पुन प्रसंस्करण को पूर्वाभ्यास कहा जाता है पूर्वाभ्यास के बिना संज्ञानात्मक अवधारणाओं का लगभग कोई दीर्घकालिक प्रतिधारण नहीं है यदि आपने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि यह फिर से अभ्यास करता है तो दीर्घकालिक प्रतिधारण की कोई संभावना नहीं है शिक्षकों को उपलब्ध समय के साथ साथ विशिष्ट शिक्षण परिणामों के लिए उपयुक्त पूर्वाभ्यास के प्रकार पर विचार करने की आवश्यकता है किस तरह के पूर्वाभ्यास की आवश्यकता है कुछ को साधारण आवश्यकता हो सकती है कुछ को लंबे समय तक पूर्वाभ्यास की आवश्यकता हो सकती है यह सामग्री और शिक्षक द्वारा लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है जानकारी को बनाए रखने की शिक्षार्थी की क्षमता उपयोग की जाने वाली शिक्षण पद्धति के प्रकार पर भी निर्भर करती है यही कारण है कि बाद की इकाइयों में हम शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न तत्वों और रणनीतियों पर बहुत समय व्यतीत करने जा रहे हैं जिससे प्रतिधारण हो सकता है पूर्वाभ्यास स्वयं शिक्षक द्वारा शुरू किया गया और शिक्षक निर्देशित है पूर्वाभ्यास पूरी तरह से छात्र की जिम्मेदारी नहीं है छात्र को यह कहने के लिए समर्थन या सहायता की आवश्यकता है कि उसे किस प्रकार का पूर्वाभ्यास करना चाहिए और शिक्षक को उसे निर्देशित करने में सक्षम होना चाहिए मुख्य निष्कर्ष है पूर्वाभ्यास दीक्षा और निर्देशन शिक्षक द्वारा किया जाना है दो पूर्वाभ्यास रणनीतियाँ हैं एक है रटने की पूर्वाभ्यास रणनीति जिससे हम सभी परिचित हैं सरल दोहराव मुझे यकीन है कि हम सभी स्कूल प्रणाली में इससे गुजरे हैं यदि आप किसी कविता को याद रखना चाहते हैं यदि आप कुछ सामग्री शब्दशः कुछ याद रखना चाहते हैं तो आप दोहराते रहें और अगर यह बहुत लंबा है एक कविता में कई श्लोक हैं तो हर एक एक एक करके आप दोहराते हैं और जब आपको लगता है कि आपने इसे पूरी तरह से बरकरार रखा है तो आप अगले एक पर आगे बढ़ते हैं और इसे किस में जोड़ते हैं पहले से ही रखा हुआ था इसे ही हम संचयी दोहराव कहते हैं ये दोनों सरल पूर्वाभ्यास रणनीतियाँ हैं जिनका हर कोई उपयोग करता है विस्तृत पूर्वाभ्यास रणनीति व्याख्या है छात्र अपने विचारों को मौखिक रूप से अपने शब्दों में दोहराते हैं जो बाद में भंडारण के लिए परिचित संकेत बन जाते हैं यदि प्रत्येक छात्र अपने शब्दों में फिर से लिखने में सक्षम है तो वे शब्दवाक्यांश बाद के भंडारण के लिए संकेत बन जाएंगे जिस क्षण आपको कोई संकेत मिलता है आप उस विचार और अन्य विचारों या उस विचार से जुड़ी गतिविधियों को याद करने में सक्षम होंगे एक अन्य रणनीति चयन और लेख लेना है छात्र पाठ चित्रों और व्याख्यानों की समीक्षा करते हैं जो महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भागों पर निर्णय लेते हैं निर्णय लेने के मानदंड शिक्षक या लेखक औरया अन्य छात्रों से आते हैं छात्र तब विचार को स्पष्ट करते हैं और अपने लेख में लिखते हैं भविष्यवाणी करना सामग्री के एक भाग का अध्ययन करने के बाद छात्र उस सामग्री का अनुमान लगाते हैं जिसका अनुसरण किया जाना है और शिक्षक सामग्री के बारे में क्या प्रश्न पूछ सकता है यह पूर्वाभ्यास का एक तरीका है यदि छात्रों का एक समूह सामग्री को देख रहा है और वे प्रश्नों की भविष्यवाणी करने में सक्षमप्रयास करने में सक्षम हैं तो शिक्षक आपसे पूछ सकते हैं और सामग्री की फिर से समीक्षा कर सकते हैं और उत्तर के साथ आ सकते हैं प्रश्न करना सामग्री का अध्ययन करने के बाद छात्र सामग्री के बारे में प्रश्न उत्पन्न करते हैं प्रभावी होने के लिए प्रश्न सभी प्रासंगिक संज्ञानात्मक स्तरों पर होना चाहिए सारांश या समापन छात्र महत्वपूर्ण सामग्री या सीखे गए कौशल को प्रतिबिंबित और सारांशित करते हैं हमने केवल कुछ निर्देशात्मक घटकों या पूर्वाभ्यास रणनीतियों को दिखाया है आप अपनी खुद की पूर्वाभ्यास रणनीति तैयार कर सकते हैं साहित्य में ऐसी 30 40 पूर्वाभ्यास रणनीतियाँ हैं शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश अच्छी प्रतिधारण के लिए हमने अब जिन सभी चीजों के बारे में बात की है उनके आधार पर छात्रों को पूर्वाभ्यास गतिविधियों और रणनीतियों को पढ़ाएं या निर्देशात्मक घटक और रणनीतियां दें रणनीति का अर्थ है कि आप किस क्रम में निर्देशात्मक घटकों का उपयोग करना चाहते हैं छात्रों को पूर्वाभ्यास रणनीतियों का लगातार अभ्यास करने के लिए याद दिलाएं जब तक कि वे उनके अध्ययन और सीखने की आदतों का हिस्सा न बन जाएं उन्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए या इसे कर्मकर्त्ता मोड के बजाय परावर्तक मोड में जाना चाहिए पूर्वाभ्यास को प्रासंगिक रखें यदि यह एक अप्रासंगिक प्रकार का पूर्वाभ्यास है तो यह प्रतिधारण की ओर नहीं ले जाता है उदाहरण के लिए शिक्षक के अनुभव छात्रों के सीखने के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं इसलिए आपको अपनी पूर्वाभ्यास रणनीति को खोजने की आवश्यकता है जिसे आप मानते हैं याद रखें यदि आप सामग्री को दोहराते रहते हैं तो वह अकेले पूर्वाभ्यास की प्रभावशीलता का भरोसेमंद संकेतक नहीं है शिक्षकों के लिए एक और दिशानिर्देश क्या शिक्षार्थियों ने अपने पूर्वाभ्यास को साथियों और शिक्षकों को मौखिक रूप से बताया है आप जो कुछ भी कर रहे हैं कभी कभी शिक्षकों को समय मिलने पर आप इसे अपने साथियों को भी बता सकते हैं पूर्वाभ्यास को सार्थक और सफल बनाने के लिए अधिक दृश्य और प्रासंगिक संकेत या सुराग प्रदान करें इसका मतलब है क्या मैं उन दृश्य सुरागों के आसपास अन्य सुराग बना सकता हूं मैं एक आरेख बना सकता हूं और मैं एक पाठ्य पेटी डाल सकता हूं दृश्य संकेत हमेशा बहुत प्रभावी होते हैं अध्ययनों से पता चलता है कि 3 दिनों के बाद प्रतिधारण व्याख्यान से 10 प्रतिशत और प्रदर्शन से 20 प्रतिशत है यदि आपने कोई समस्या हल की है या यदि आपने कुछ काम करते हुए दिखाया है तो 3 दिनों के बाद भी प्रतिधारण 20 है दृश्य सामग्री को जोड़ने से अवधारण की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है क्योंकि मस्तिष्क की दृश्य स्मृति प्रणाली में भंडारण और याद रखने के लिए उपलब्धता की एक विशाल क्षमता होती है किसी को यह याद रखना चाहिए कि आपके पास मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे सेरेब्रम के पीछे दृश्य प्रांतस्था है दृश्य जानकारी को संसाधित करने और संग्रहीत करने दोनों के लिए एक विशाल क्षमता है तो आपको उस क्षमता का उपयोग करना चाहिए मौखिक और दृश्य प्रसंस्करण छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में अधिक शामिल होने की अनुमति देता है जिससे प्रतिधारण में वृद्धि होती है अभ्यास या वास्तव में चीजों को करने से अवधारण में भी सुधार होता है और यह प्रक्रिया आपकी प्रेरणा को भी बढ़ाती है यह आपकी प्रेरणा को बढ़ाएगा दूसरा पहलू यह है कि जो समझाता है वह सीखता भी है सीखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे किसी और को समझाएं सहकारी शिक्षण समूहों में यह घटक शामिल होगा ये कुछ प्रतिधारण रणनीतियां हैं यह विषय विशाल है और इस विषय पर बहुत सारा साहित्य है शिक्षक को इसका पता लगाना चाहिए और पूर्वाभ्यास रणनीतियों का पता लगाना चाहिए जो उनके छात्रों के समूह विषय संस्थान के संबंध में सबसे अच्छा काम करते हैं अभ्यास हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने पाठ्यक्रमों में उपयोग की जाने वाली पूर्वाभ्यास रणनीतियों के दो उदाहरण और उनकी प्रभावशीलता के बारे में अपना दृष्टिकोण दें प्रत्येक अधिकतम 250 शब्द लिखें यदि आप इस मेल पर अपने परिणाम साझा कर सकते हैं तो हम इसकी सराहना करेंगे और संभवत हम इसके माध्यम से अपनी बातचीत भी जारी रख सकते हैं अगली इकाई में हम निर्देशात्मक घटकों को समझने की कोशिश करेंगे जो मस्तिष्क को प्रतिधारण सीखने और स्थानांतरण से निपटने में सुविधा प्रदान करते हैं हमने संक्षेप में तीन या चार निर्देशात्मक घटकों को देखा है अब हम उन घटकों की अधिक व्यवस्थित रूप से पहचान करेंगे और उन्हें कक्षा में कैसे लागू किया जाए ध्यान देने के लिये धन्यवाद